समीकरण 36 से Pki अभिव्यक्त होता है Pki Vk2 Yik cos ik ki यहाँ से P21 को k 2 i 1 प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त करेंगे सभी मापदंडो को यहाँ प्रतिस्थापित करने पर P21 बराबर 1744 प्रतिमात्रक मेगावाट यानी कि 17445 मेगावाट प्राप्त होगा P12 बराबर है 18189 मेगावाट के यह पोसिटिव है इसका मतलब शक्ति प्रवाह 1 से 2 है लेकिन P21 बराबर 1744 मेगावाट है यह नेगेटिव है यानी कि ये रेसिस्टिव लॉस दर्शाता है इसी तरह से P31 को k 3 i 1 रख कर प्राप्त कर सकते है जोकि 195 प्रतिमात्रक मेगावाट यानी कि 195 मेगावाट प्राप्त होगा यह मान बताता है के शक्ति कितने समय तक 1 से 3 तक प्रवाह होती है इसी तरह से दूसरी पुनरावर्ती के बाद P32 को भी उसी समीकरण मे k 3 i 2 रख कर के 496 मेगावाट प्राप्त कर सकते है अब लाइन 1 21 3 और 2 3 मे रियल पावर लॉस प्राप्त करेंगे PLOSS 12 बराबर है P12 P21 के यानी कि 18189 1744 बराबर 749 मेगावाट के इसी तरह से PLOSS 13 बराबर है P13 P31 यानी कि 200 195 बराबर 5 मेगावाट के और PLOSS 23 बराबर है P23 P32 यानी कि 4903 496 बराबर 057 मेगावाट के दूसरी पुनरावर्ती के बाद रियल पावर लॉस इस प्रकार है इसी तरह से रीयक्टिव लाइन फलो समीकरण 35 और 37 से प्राप्त की जा सकती है समीकरण 35 में Qik को अभिव्यक्त किया गया है i 1 k 2 और सभी मापदंडों को इस अभिव्यक्ति में प्रतिस्थापित करने पर Q12 बराबर 08948 प्रतिमात्रक मेगावार प्राप्त होगा चूंकि मूल MVA 100 है इसलिए इसे 100 से गुणा करें यह 8948 मेगावार प्राप्त होगा इसी तरह से Q13 1088 मेगवार प्राप्त होगा इसी तरह से Q23 प्राप्त करेंगे यहाँ दुबारा फ़ोर्मूला नही लिखा गया है यह कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसे पहले ही दर्शा दिया गया है यहाँ इसे सीधे ही प्राप्त कर लिया है Q23 4746 मेगवार प्राप्त होगा इसी तरह से समीकरण 37 Qki देगा जो कि Qki Vk2 sin ik ki Vk ध्यान दें चार्जिंग एडमिट्टांस को नज़रअंदाज़ किया गया है तो यह टर्म शून्य होगी और चार्जिंग एडमिट्टांस भी शून्य होगी समीकरण 37 से Q21 बराबर 746 मेगावार प्राप्त होगा होगी इसी तरह से Q31 बराबर 9469 मेगवार प्राप्त होगी अब Q32 को इस अभिव्यक्ति से प्राप्त करेंगे जो कि 4866 मेगवार आएगी अब पहले की ही तरह लाइन 1से 2 1से 3 और 2 से 3 मे रीयक्टिव पावर लॉस को प्राप्त करेंगे जो किQLOSS 12 Q12 Q21 बराबर 1488 मेगवार प्राप्त होगा और QLOSS 13 Q13 Q31 बराबर 1411 मेगवार और QLOSS 23 Q23 Q32 बराबर 120 मेगवार प्राप्त होगा कंवरजेंस जानने के लिए हमें कुछ और पुनरावर्ती की आवश्यकता होगी यह केवल एक उदाहरण था जिसमें हमने PQ बस लिए थे अब हम PV बस का उदाहरण गाउस सिडल विधि से ही हल करेंगे इसके बाद न्यूटन रापसन विधि कपल डिकपल का भार प्रवाह और पाई मोडेल से ट्रांसफ़ोरम केपचर देखेंगे और PQ तथा PV बस का भार प्रवाह का अध्ययन करेंगे तथा उसका महत्व जानेंगे अब हम दूसरा उदाहरण लेंगे जिसमें सभी आंकड़ें पिछले उदाहरण के ही लेंगे लेकिन यह सलेक बस होगी बस 3 PQ बस होगी जिसका भार पहले की ही तरह 1386 मेगावॉट होगा रीयक्टिव लोड 452 मेगवार है बस 2 को PV बस बताया गया है वोल्टेज V2 10 प्रतिमात्रक मान दिया गया है और भार 3056 मेगावाट और Pg2 50 मेगावॉट दिया गया है यहाँ कुछ बदलाव किए गए है यहाँ Q नहीं दिया गया है यहाँ कुछ ही पुनरावर्ती को दर्शाएँगे PQ बस में V और अज्ञात है हम कुछ पुनरावर्ती दर्शायेंगे पहले की ही तरह PL2 बराबर 3056 मेगावाट दिया है Pg2 बराबर 50 मेगावाट है इसलिए P2Pg2 PL2 यानी कि 2556 मेगावाट है यानी कि पहले की तरह P2 2556 प्रतिमात्रक मेगावाट है यह भी पिछली बार की तरह 3 बस प्रणाली है पहले की ही तरह बस 3 पर कोई उत्पादन नही इसलिए P3Pg3 PL3 बराबर है 0 1386 मेगावाट यानी कि 1386 मेगावाट के चूँकि मूल MVA 100 है इसलिए इसे 100 से भाग देना होगा यानी की यह बराबर है 1386 प्रतिमात्रक मेगावाट के इसी तरह से Q3Qg3 QL3बराबर है 452 मेगावार के जो कि 100 से भाग देने पर 0452 प्रतिमात्रक मेगवार प्राप्त होगा सलेक बस वोल्टेज भी पहले की ही तरह 105j 0 दी गाई है PV बस वोल्टेज V2 1 j 0 है मान लें V20 1 j0 है हालाँकि कि यह स्थिर दी गई है तो V20 का परिमाण 1 है और शुरुआती कोण 0 है इस तरह से हमने मान लिया है कि V20 का परिमाण स्थिर है PQ बस के लिए V30 बराबर 1 j 0 है PQ बस के लिए परिमाण और कोण दोनों चर है बस 2 रेग्युलेटेड बस है यानी की PV बस है जिसका वोल्टेज परिमाण और रियल पावर स्थिर है समीकरण 16 से हम PV बस का रीयक्टिव पावर प्राप्त करेंगे समीकरण इस तरह से है Pik1n Vi Yik cos ik ki Qi k1n Vi sin ik ki PV बस के लिए Q2 अज्ञात है इसे पुनरावर्ती प्रक्रम से प्राप्त करेंगे समीकरण 16 के माध्यम से इसे प्राप्त करेंगे समीकरण 16 में n 3 और i 2 रखने से यह प्राप्त होगा Q2 यह होगा sin 21 21 V22Y22sin θ22 V2V3Y23sin 23 23 यहाँ k 1 to 3 फिर V2 Vk परिमाण Y2k sin 2k 2k अब इसे विस्तार से लिखेंगे यह Q2 की अभिव्यक्ति होगी यानी कि माइनस परिमाण V2 परिमाण V1 परिमाण Y21 sin 21 21 फिर माइनस परिमाण V2 के वर्ग का परिमाण Y22 sin फिर माइनस परिमाण V2 परिमाण V3 परिमाण Y23 sin 22 23 पुनरावर्ती प्रक्रम मे यह Q2p1 होगा फिर V2p होगा चूँकि V1 सलेक बस है तो यह स्थिर है और Y21 भी स्थिर है बस 2 PQ बस है इसलिए sin मे 2 चर है और इसमें 1 जमा होगा लेकिन 1 सलेक बस का कोण है इसलिए यह शून्य होगा फिर V2 का वर्ग गुना Y22 का परिमाण गुना sin को घटाना होगा यहाँ V2 स्थिर है इसमें से V2 परिमाण गुणा V3p परिमाण गुणा Y23 गुणा sin 23 2p3p को घटाए चूँकि बस 2 PV बस है यानी कि परिमाण स्थिर है ओर कोण चर है इसलिए 2p लिया गया है Y मेट्रिक्स पिछले उधारण बराबर ही है तो Q2p1 इस प्रकार है Q2p1 V2p

V1 sin 21 2p1 V22sin θ22 V2V3psin 23 2p3 यहाँ Y आव्युह के एलिमेंट्स के यह परिमाण है और यह सब कोण दिए गए है अब पुनरावर्ती मे p बराबर 0 रख कर बस 2 पर शक्ति अन्त्क्षेपन प्राप्त करेंगे उसके बाद हम पुनरावर्ती प्रक्रम को दर्शाएँगे तो जब p बराबर शून्य होगा तो यह Q20 होगा यहाँ वोल्टेज स्थिर है इसलिए यहाँ p नही होगा इन सब की ज़रूरत नही है और बाकी के 20 20 30 सभी दिए गए है 1 शून्य है क्यूँकि यह सलेक बस है तो यहाँ पुनरावर्ती नही होगी क्यूँकि यह स्थिर है यहाँ V1 बराबर 105 और कोण 1 00 परिमाण V20 स्थिर है और कोण 20 00 डिग्री और V30 10 और कोण 30 00 है p बराबर शून्य रखने पर और सभी मापदंडों को प्रतिस्थपित करने पर हमें Q21 बराबर 10067 प्रतिमात्रक मेगवार प्राप्त होगा यह PV बस है इसलिए Q21 रीयक्टिव पावर इंजेक्शन होगा यह पुनरावर्ती प्रक्रम से प्राप्त करेंगे ध्यान दें की पहली पुनरावर्ती के लिए Q21 बराबर है Q2 के यह Vc2p1 है Vc2p11Y22P2 jQ2p1V2p Y21V1 Y23V3p यह V2 के बराबर नही है क्यूँकि PV बस के लिए V2 स्थिर है इस से हमें PV बस के वोल्टेज के लिए परिमाण नही मिलेगा अब हम वही समीकरण लिख रहे है लेकिन यहाँ Q2 के बजाए Q2p1 लिखेंगे यह हम पुनरावर्ती से प्राप्त करते है आगे माइनस jQ2p1 बटा V2p माइनस Y21और V1 माइनस Y23V3p यह बराबर है Vc2 के जब p 0 तो यह Vc21 होगा जो कि बराबर है 1Y22 P2 jQ21 Q21 यहाँ पहले ही प्राप्त कर चुके है और यह P2 नेट अन्तक्षेपन शक्ति बस 2 पर पहले ही प्राप्त कर चुके है यानी कि Y21V1 Y23V30 पहले ही प्राप्त कर चुके है पहले की ही तरह P2 jQ21 प्राप्त कर के इस को 1Y22 से गुणा करें अब यह प्राप्त करें P2 jQ21Y22 Y21Y22 Y23Y22 P2 बराबर है 2556 के और Q2 बराबर Q21 है यह हम प्राप्त कर चुके है जो कि 10067 है यह सब 1Y22 मे प्रतिस्थपित करने पर हमें 004725 और कोण 2219 डिग्री प्राप्त होगा Y21capitalY22 हमने पहले ही प्राप्त कर लिया था जो कि बराबर है 03846 के और Y23Y22 भी पहले प्राप्त कर लिया है जो कि बराबर है 06153 के Vc21 के लिए यह समीकरण है जो कि 004725 और कोण 2219 डिग्री बटा V20 का कंजूगेट जमा 03846 V1 जमा 06153 V30 बनेगा हल करने पर Vc21 बराबर है 098396 j 003155 के इसका परिमाण 1 नही है लेकिन इसे 1 बनाना होगा चूँकि V2 को स्थिर 10 प्रतिमात्रक माना गया है इसीलिएVc21 का केवल काल्पनिक अंश रख लेंगे और उस के मुताबिक़ वास्तविक अंश प्राप्त करेंगे काल्पनिक अंश को हम f21 मान लेंगे तो V2 बराबर होगा e2jf2 के परिमाण V222 होगा इसलिए e2 बराबर होगा परिमाण 2 2 के वर्गमूल के f2बराबर 003155 है V2 को स्थिर 1 माना गया है तो e21 को अभिव्यक्ति मे रख कर हमें 09995 प्राप्त होगा इसलिए V21 बराबर होगा 09995 j00315 के तो यह V21 हमने Q2 इंजेक्शन को इस्तेमाल कर कर 1 और कोण 1807 डिग्री प्राप्त किया है चूँकि बस 3 PQ बस है इसलिए V3p1 के लिए भी इसी तरह का समीकरण होगा V3p11Y33P3 jQ3 Y31V1 Y32V2p पहले की ही तरह p 0 रखने पर पहली पुनरावर्ती से V31 प्राप्त होगा जो कि 10101 और कोण 203 डिग्री होगा चूँकि यह PQ बस है इसलिए हमें और कुछ करने की आवश्यकता नही है इसी प्रकार से Q2 बस के लिए दूसरी पुनरावर्ती को भी हल किया जा सकता है और पहले की ही तरह PV बस वोल्टेज के लिए हमें परिमाण को ठीक करना होगा यानी की 1बनाना होगा सभी मान इस प्रकार है 1 बराबर 0 21 बराबर 1807 डिग्री 31 बराबर 203 डिग्री V1 परिमाण बराबर 105 V2 परिमाण बराबर 1 और V3 परिमाण 10101 प्रतिमात्रक मान पहली पुनरावर्ती से प्राप्त हुआ था इन सब को प्रतिस्थपित करने पर Q22 बराबर 10507 प्राप्त होगा Q2 बराबर 004725 प्राप्त करने के बाद पहले ही की तरह Vc2 प्राप्त करेंगे जो कि 09888 j 005244 प्राप्त होगा Refer Slide Time 2444 Vc22 का परिमाण स्थिर है इसलिए पहले की ही तरह वास्तविक अंश प्राप्त करेंगे जो कि वर्ग 10 मे से वर्ग 005244 घटा कर इसका वर्गमूल निकालने पर प्राप्त होगा यह 09986 j005244 के बराबर होगा यानी कि 1 और कोण 3 डिग्री होगा तो यहाँ परिमाण स्थिर 1 है और कोण 3 चर है इसी तरह से एक और पुनरावर्ती के बाद V32 बराबर 10093 j 004619 होगा यानी की 10103 और कोण 26 होगा तो गाऊस सिडल विधि से हम भार प्रवाह अध्ययन कर सकते हैं इस विधी मे पुनरावर्ती संख्या कुछ ज़्यादा हो सकती है क्योंकि यह एकघाती हैं जबकि न्यूटन रेपसन विधि द्विघाती है हमने देखा के इन सब में ज़्यादा आकलन करना पड़ता है तो यह सब ध्यानपूर्वक करें सभी मापदंडों पर भी ध्यान दें अब हमें अंदाज़ा हो गया है की गाऊस सिडल विधि से कैसे भार प्रवाह का अध्ययन किया जा सकता है जब PQ और PV तरह की बस होगी अगली हम न्यूटन रेपसन विधि देखेंगे